आज हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देखेंगे मैं डॉ दुर्गाप्रसाद मोहपात्रा एनआईटी राउरकेला में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का प्रोफेसर हूं तो आज का विषय प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसलिए आज हम एक प्रोजेक्ट के लिए व्यावसायिक मामले को कवर करेंगे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन तो चलिए पहले देखते हैं कि व्यावसायिक मामला क्या है व्यावसाय का मामला सामान्य तौर पर फीजिबिलिटी स्टडी को संदर्भित करता है इसलिए फीजिबिलिटी स्टडी का मुख्य फोकस यह निर्धारित करना है कि क्या वह सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए फाइनेंसियली और टेक्निकली रूप से संभव है यह एक वजह प्रदान करेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए यह यह भी दिखाएगा कि प्रोजेक्ट का लाभ इससे अधिक होगा विकास की लागत इंप्लीमेंटेशन की लागत और ऑपरेशनल लागत यह सब ज्यादा हो इसलिए इस व्यवसाय के रिस्क का ध्यान रखना चाहिए इसका मतलब है हमें भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यापार के साथ जुड़े विभिन्न रिस्क क्या हैं और यह तय करने में हमारी मदद करेगा कि प्रोजेक्ट संभव होगी या नहीं अब देखते हैं कि फीजिबिलिटी स्टडी के विभिन्न प्रकार क्या हैं तो फीजिबिलिटी स्टडी के तीन प्रकार हैं एक टेक्निकल फीजिबिलिटी है फिर फाइनेंसियल फीजिबिलिटी और फिर ऑपरेशनल फीजिबिलिटी टेक्निकल फीजिबिलिटी में हमें यह तय करना होगा कि क्या वर्तमान टेक्नोलॉजी जो हमारे साथ उपलब्ध है इसके साथ हम सॉफ्टवेयर को विकसित कर सकते हैं या नहीं या कोई विशेष हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है चाहे वह बाजार में उपलब्ध हो या नहीं तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए एक विशेष हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है और उसके वर्तमान में या निकट भविष्य में बाजार में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है फिर हम कहते हैं यह की प्रोजेक्ट टेक्निकली रूप से अचूक होगी फिर इस टेक्निकल फीजिबिलिटी का अध्ययन समाप्त होने के बाद हमें विचार करना चाहिए फाइनेंसियल फीजिबिलिटी पे फाइनेंसियल फीजिबिलिटी का मतलब है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ या प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लागू करने से जो लाभ प्राप्त होगा यह लागत प्रोजेक्ट का लाभ उस लागत से बहुत अधिक होना चाहिए जिस प्रोजेक्ट में खर्च किया जाएगा तब ही हम कहेंगे कि यह प्रोजेक्ट फाइनेंसियल रूप से संभव है अन्यथा हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट फाइनेंसियली संभव नहीं है और इसलिए हमें उस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करना चाहिए फिर अगली फीजिबिलिटी ऑपरेशनल फीजिबिलिटी है इसलिए यदि आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट टेक्निकल फीजिबल है और साथ ही फाइनेंसियल फीजिबिल तो हमें ऑपरेशनल फीजिबिलिटी के लिए जाना चाहिए ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा फिर ग्राहकों अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा इसे कितना स्वीकार किया जाएगा यदि अंतिम उपयोगकर्ता वे इसे स्वीकार करते हैं वो खुश हैं वे इसका उपयोग करने में प्रसन्न हैं उसके बाद हम कहते हैं कि ऑपरेशन संभव है अन्यथा हम कहते हैं कि यह ऑपरेशन योग्य नहीं है क्योंकि आप देखते हैं कि जब कोई नया प्रोजेक्ट ऑटोमेशन सिस्टम होता है तो हम विकास करेंगे तथा पहले प्रोजेक्ट मैन्युअल रूप से चल रही थी लोग बहुत खुश थे और अगर इसे ऑटोमेशन सिस्टम बनाएं यदि आप उनकी प्रणाली को ऑटोमेटिक बना देंगे तो उन्हें नौकरी जने का भय हो सकता है इसलिए वे इसका विरोध कर सकते हैं और उस मामले में हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट ऑपरेशन फिजिबल होगा इसलिए हमें विकास के लिए एक प्रोजेक्ट अपनाना चाहिए अगर यह हो तो ही टेक्निकल फीजिबल संभव हैं फाइनेंसियल फीजिबिल और ऑपरेशनल फीजिबिल संभव हैं अन्यथा यदि कोई फीजिबिलिटी से संतुष्ट नहीं है तो हमें उस प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहिए अब देखते हैं कि व्यावसायिक मामले या फीजिबिलिटी स्टडी की सामग्री क्या है ऐसी निम्नलिखित चीजें एक व्यावसायिक मामले में परिचय के पहले थोड़ा सा या प्रस्तावित प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि लिखी जानी चाहिए फिर प्रस्तावित प्रोजेक्ट के विवरण के बारे में लिखा जाना चाहिए फिर बाजार क्या है तो यह प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि किस बाजार में इसका बहुत कम विवरण है फिर ओर्गनइजेशनल और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ढाँचा इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए आवश्यक होगा यह वर्णन होना चाहिए फिर जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि फीजिबिलिटी स्टडी में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं लाभ और लागत हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ लागत से ज्यादा होना चाहिए तो अगला विचार लाभ होना चाहिए फिर इंप्लीमेंटेशन प्लान की रूपरेखा क्या होगी यदि आप प्रोजेक्ट का विकास करेंगे इसे लागू करने की रूपरेखा क्या होगी इसके लिए हमें एक योजना तैयार करनी होगी फिर प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए किस लागत की आवश्यकता होगी लागत का विवरण और फिर फाइनेंसियल केस अगला विचार रिस्क है किस प्रकार की रिस्क होगी अगर इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए हम जाएंगे यह देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें कैसे संभाला जा सकता है और अंत में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के बारे में भी संपूर्ण योजना है तो ये कंटेंट किसी व्यावसायिक मामले के कंटेंट या फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट में दिखाई देना चाहिए तो अब हम इन सभी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस व्यावसाय के मामले में थोड़ा सा परिचय या पृष्ठभूमि होनी चाहिए तो यह परिचय एक समस्या को हल करने या शोषित होने के अवसर का वर्णन करेगा तो हम किस तरह की समस्या को हल करने जा रहे हैं या आप किस अवसर का फायदा लेने जा रहे हैं तो पहले इसका थोड़ा सा परिचय या पृष्ठभूमि वर्णित होनी चाहिए फिर प्रस्तावित प्रोजेक्ट के बारे में यहां प्रत्येक प्रोजेक्ट के दायरे की रूपरेखा बतायेगे प्रस्तावित प्रोजेक्ट के दायरे को प्रोजेक्ट के दायरे के बारे में बताया जाना चाहिएइसके बाद प्रत्येक बाजार का यह प्रोजेक्ट एक नया प्रोडक्ट विकसित करने के लिए हो सकता है मान लिजिये आप एक नया प्रोडक्ट विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना बना रहे हैं उदाहरण के लिए एक नया कंप्यूटर गेम मान लीजिये आप एक नया कंप्यूटर गेम बनाने का प्रोजेक्ट बनाना चाहते है फिर प्रोडक्ट की हल्की फुल्की मांग का आकलन किया जाना चाहिए कि अगर कोई आपके सॉफ्टवेयर की खरीद नहीं करेगा तो इस प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट को विकसित करने का क्या मतलब है तो यही कारण है कि आप को बाजार को लक्ष्य करना चाहिए कि बाजार में आपके प्रोडक्ट की मांग कितनी दूर होगी इसलिए बाजार में इस प्रोडक्ट की मांग के बारे में थोड़ी चर्चा की जानी चाहिए फिर अगला विषय ऑर्गेनाइजेशनल और ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है यहाँ यदि आप इस विशेष प्रोजेक्ट को विकसित करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को बदलने की आवश्यकता कैसे होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में बहुत बदलाव होगा अगर ऐसा होगा तो कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण होंना चाहिए कि ये सूचना प्रणाली आवेदन कहा पेश किया जा रहा था इसलिए जब आप होते हैं मान लीजिए कि यह एक मैनुअल है आप अभी ऑटोमेटिक जा रहे हैं तब ऑर्गेनाइजेशनल या ऑपरेशनल स्ट्रक्चर बहुत प्रभावित नहीं हो सकती है लेकिन अगर आप पूरी तरह से एक नया इनफार्मेशन सिस्टम विकसित करने जा रहे हैं जो पहले पूरी तरह से मैनुअल थी फिर ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर operational infrastructure में कुछ बदलाव हो सकते हैं इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि यदि कोई परिवर्तन होगा तो किस प्रकार के परिवर्तन होंगे यदि नई प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह के बदलाव होंगे यह सब पे हमें चर्चा करनी होगी फिर जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है की व्यापार के मामले के दो महत्वपूर्ण घटक लाभ और लागत हैं इसलिए आम तौर पर इसे फाइनेंसियल रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए निगरानी की दृष्टि से जहाँ तक संभव हो कोई भी लाभ हमें फाइनेंसियल शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए हम जानते हैं कि कुछ लाभों को व्यक्त नहीं किया जा सकता है फाइनेंसियल शब्दावली के संदर्भ में फाइनेंस में हम विभिन्न प्रकार के लाभों और लागतों को देखेंगे जो निगरानी की शर्तें या फाइनेंसियल शर्तों में व्यक्त किए जा सकते हैं और जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता है उन्हें हम अगली कक्षा में देखेंगे तो अंत में आकलन करने के लिए ग्राहक पर निर्भर है क्योंकि पहले हमें देखना कि फाइनेंसि क्या है क्या लाभ मिलेगा प्रस्तावित प्रोजेक्ट का इसलिए अंत में क्योंकि ग्राहक इस बात का आकलन करेगा कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने के बाद उन्होंने कितना खर्च किया है उन्होंने कितनी राशि दी है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है यदि लाभ लागत से आगे नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इससे उन्हें नुकसान होगा और वे इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए नहीं जाएंगे तो इसीलिए हमें यह पहचानना होगा कि क्या लाभ हैं और हमें फाइनेंसियल शर्तों के अनुसार लाभ व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए मौद्रिक शब्दों में व्यावसायिक मामले या फीजिबिलिटी स्टडी अगली रूपरेखा एक इंप्लीमेंटेशन प्लान implementation plan के बारे में है यहाँ प्रोजेक्ट कैसे लागू होने जा रहा है किस तरीके से आप उस प्रोजेक्ट को लागू करेंगे इस पर चर्चा की जानी है इसलिए इस पर विचार करना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट का व्यवधान एक कारण हो सकता है इसलिए यदि आप नए प्रोजेक्ट को लागू करेंगे फिर क्या होगा उसके सामान्य संचालन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कोई व्यवधान होगा तो यह रूपरेखा भी इंप्लीमेंटेशन प्लान में लिखा जाना चाहिए और दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री मे हमें लागत का वर्णन करना चाहिए यह इंप्लीमेंटेशन प्लान को स्थापित करने के लिए जानकारी का भंडार होना चाहिए तो लागत के विभिन्न प्रकार क्या हैं इसलिए हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार की लागतें क्या हो सकती हैं तो ग्राहक को अंतिम उपयोगकर्ता को इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए कितनी लागत का भुगतान करना होगा इसलिए इंप्लीमेंटेशन प्लान की जानकारी की आपूर्ति करनी चाहिए इस लागत को स्थापित करने के लिए और अगला घटक फाइनेंशियल एनालिसिस है तो यह फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोजेक्ट के मूल्य को स्थापित करने के लिए यह दोनों लागत के साथ साथ लाभ डेटा को भी जोड़ती है यदि प्रोजेक्ट का विकास किया जाएगा तो प्रोजेक्ट का मूल्य क्या होगा एक व्यावसायिक मामले का अगला महत्वपूर्ण घटक रिस्क है इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि यह रिस्क कुछ अवांछनीय है जो एक प्रोजेक्ट में दो प्रमुख प्रकार के रिस्क का पता लगाएंगे इसलिए इस दो प्रकार के रिस्क में क्या होना चाहिए इस दो प्रकार के रिस्क में फीजिबल स्टडी रिपोर्ट या बिजनेस केस का मामला शामिल होने चाहिए तो एक व्यवसाय रिस्क दूसरा प्रोजेक्ट रिस्क है तो हम प्रोजेक्ट रिस्क में देखते हैं क्या हो रहा है प्रोजेक्ट रिस्क वे रिस्क हैं जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के सफल होने के खतरों से संबंधित हैं सफल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा करते समय क्या खतरे पैदा हो सकते हैं ठीक है इसलिए इन चीजों को प्रोजेक्ट रिस्क के रूप में जाना जाता है इसलिए ये प्रोजेक्ट के सफल समापन या एग्जीक्यूशन के लिए एक खतरे के रूप में संबंधित हैं जबकि व्यावसायिक रिस्क वितरित प्रोजेक्ट के लाभों के लिए खतरा के कारकों से संबंधित हैं इसलिए यदि नए प्रोजेक्ट डिलीवर किए जाएंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा और कौन से कारक वितरित प्रोजेक्ट के लाभों को प्राप्त करने के लिए व्याकुल कर देंगे इसलिए इन कारकों को व्यावसायिक रिस्क के रूप में जाना जाएगा इस बिजनेस केसा में या फीजिबिलिटी स्टडी में हमारा ध्यान विभिन्न व्यावसायिक रिस्क पर होगा इसलिए हम सत्र के अंत में कुछ हद तक व्यावसायिक रिस्क पर चर्चा करेंगे तो मैनेजमेंट प्लान में अंतिम सामग्री या अंतिम घटक यह होना चाहिए के ऑर्गेनाइजेशन के सुचारू मैनेजमेंट के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जानी चाहिए क्या अलग गतिविधियों पर विचार करना चाहिए क्या विभिन्न मील के पत्थर वगैरह तो इस ऑर्गेनाइजेशन के सुचारू मैनेजमेंट के लिए विस्तृत योजना को विकसित करते हुए इस खंड में लिखा जाना चाहिए तो ये एक बिजनेस केस की विभिन्न सामग्री हैं इसलिए इस बिजनेस केस या फीजिबल स्टडी रिपोर्ट में यह होना चाहिए कि इन सामग्रियों को किस सेक्शन में रखा गया है अब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण पहलू देखेंगे जो आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है तो चलिए पहले देखते हैं कि यह प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या प्रदान करता है तो यह प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सभी प्रोजेक्ट का अवलोकन उपक्रम प्रदान करता है एक ऑर्गेनाइजेशन केवल एक प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है इसमें कई प्रोजेक्ट विकसित हो सकते हैं इसलिए यह प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उन सभी प्रोजेक्ट का अवलोकन करेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित की हो तो कुछ प्रोजेक्ट अकादमिक संबंधित प्रोजेक्ट के हो सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रोजेक्ट हो सकते हैं यहाँ कुछ प्रोजेक्ट व्यवसाय उन्मुख प्रोजेक्ट हो सकते हैं या कुछ प्रोजेक्ट इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हो सकते हैं तो यह प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उन सभी प्रोजेक्ट का अवलोकन प्रदान करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन उपक्रम कर रहा है तो यह इस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से पहले होगा यह प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज के इंप्लीमेंटेशन को प्राथमिकता देगा इसलिए ऑर्गेनाइजेशन या विकासशील ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे प्रोजेक्ट विकसित उसके कर रहा है क्या के बाद भी रिसोर्सेज सीमित हैं तो रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे करें कौन सी गतिविधि या कौन से प्रोजेक्ट अधिक महत्वपूर्ण है उन प्रोजेक्ट में अधिक संख्या में रिसोर्सेज पहले दिए जाने चाहिए तो कैसे प्राथमिकता दी जाए कि किस प्रोजेक्ट को किन रिसोर्सेज का अलोकेशन किया जाना चाहिए तो यह प्राथमिकता इस प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के उद्देश्य में से एक है यह प्राथमिकता देगा विभिन्न प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज के अलोकेशन के लिए यह भी तय करेगा कि कौन से नए प्रोजेक्ट स्वीकार किए जाएं और मौजूदा मे से छोड़ दी जाये यदि संभव हो तो फीजिबल स्टडी के बाद देखें कि क्या नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे जो हमें और अधिक लाभ प्रदान करेंगे फिर निश्चित रूप से हमें इसे विकसित करने के लिए स्वीकार करना चाहिए जबकि हमने देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट जो चल रही हैं वे ऑर्गेनाइजेशन को इतना लाभ नहीं दे रही हैं बल्कि इससे नुकसान हो रहा है फिर इस समय हमें प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए हमने जो भी नुकसान उठाया है स्वीकार करेंगे और हमें इसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए विकसित करने के लिए और अधिक नुकसान में लाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए तो जो मौजूदा नुकसान दे रहे हैं वे नुकसान में चल रहे हैं तो वे छोड़ दिए जाना चाहिए तो कैसे तय किया जाए कि कौन से नए प्रोजेक्ट स्वीकार किये जाने चाहिए और कौन सी मौजूदा प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाना चाहिए इसके लिए हमें फिर से प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का उपयोग करना चाहिए यह तय करेगा कि किस प्रोजेक्ट को स्वीकार करना है और किस मौजूदा प्रोजेक्ट को छोड़ना है आइए देखें कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण चिंताएँ क्या हैं तो ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण चिंताएं हैं पहला प्रोजेक्ट प्रस्ताव के लिए मूल्यांकन कर रहे है इसलिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं तो प्रोजेक्ट प्रस्तावों का मूल्यांकन कैसे करें क्या जिस पर आप प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे वह सभी मापदंडों पर आधारित है इसलिए यह पहली महत्वपूर्ण चिंता है कि हमें प्रोजेक्ट के प्रस्तावों का मूल्यांकन करना है फिर हमें प्रोजेक्ट से जुड़े रिस्क का आकलन करना होगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो प्रकार की महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं व्यावसायिक रिस्क और प्रोजेक्ट रिस्क क्या हैं हमें यह आकलन करना होगा कि इस रिस्क का क्या असर होगा हां कितने प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे इसलिए यह आकलन करना कि सिस्टम कैसे प्रभावित होगा तो प्रोजेक्ट के साथ रिस्क का आकलन करते है फिर यह तय करना कि प्रोजेक्ट के बीच रिसोर्सेज को कैसे साझा किया जाए चूंकि ऑर्गेनाइजेशन मे कई संख्याओं मे प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज सीमित हैं कैसे तय करें कब कौन सा रिसोर्सेज किस प्रोजेक्ट के लिए अलोकेटेड किया जाएगा यह एक महत्वपूर्ण कारक है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का उद्देश्य यह तय करना है कि कब कौन सा रिसोर्से दिया जाएगा और किस प्रोजेक्ट के लिए तो अब प्रोजेक्ट के बीच निर्भरता को ध्यान में रखते हुए वहाँ कुछ निर्भर प्रोजेक्ट हैं इसका मतलब है मान लीजिए कि प्रोजेक्ट A निर्भर करता है प्रोजेक्ट B पर इसका मतलब है अगर प्रोजेक्ट B पूरा नहीं हुआ है तो शायद प्रोजेक्ट A हम शुरू नहीं कर सकते हैं तो यही कारण है कि इसे संभालने के लिए हमें प्रोजेक्ट के बीच निर्भरता को ध्यान में रखना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट पर निर्भर है तदनुसार हम रिसोर्से का अलोकेशन कर सकते हैं ताकि इस प्रोजेक्ट पर एक और प्रोजेक्ट निर्भर ना हो फिर प्रोजेक्ट के बीच डुप्लीकेशन को दूर करना तो यदि समान प्रोजेक्ट हैं यदि एक समान प्रोजेक्ट चल रहे है तो कुछ दोहराये हुए घटक निरर्थक है तो इस प्रयास का उपयोग अनावश्यक है और रिसोर्सेज वगैरह भी एक जरूरी समय की बर्बादी है इसलिए हमें प्रोजेक्ट के बीच डुप्लीकेशन की पहचान करनी होगी और हमें उन्हें हटाना होगा यह प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है फिर यह घटनाक्रम अनजाने में सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है तो एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की चिंता यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा की यह घटनाक्रम अनजाने में सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है तो अगर कुछ अच्छी बात है कुछ आवश्यक विकास तो किसी तरह याद किया गया है तो इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हाँ कोई आवश्यक घटनाक्रम जरुरी चीजें नहीं वे अनजाने में छूट गए हैं यह इस प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का उपयोग करके भी सुनिश्चित किया जा सकता है अब देखते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तत्व क्या हैं यहां तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो परिभाषा है अन्य एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फिर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन है आइए पहले प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो परिभाषा के बारे में देखें तो उद्देश्य क्या है तो यहाँ उद्देश्य यह है की एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर सभी प्रोजेक्ट का एक केंद्रीय रिकॉर्ड बनाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई रिकॉर्ड हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर सभी संबंधित प्रोजेक्ट का केंद्रीय रिकॉर्ड कैसे बनाया जाए इसलिए यही कारण है कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो परिभाषा का एक उद्देश्य है इसलिए पहला यह है कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो परिभाषा को कैसे परिभाषित किया जाए इसलिए हमें यह भी तय करना होगा कि क्या सभी प्रोजेक्ट रिपॉजिटरी में हैं या केवल विशेष श्रेणी के प्रोजेक्ट जैसे ICT प्रोजेक्ट हैं इसलिए हमें यह तय करना होगा कि क्या सभी प्रोजेक्ट को रिपॉजिटरी में रखा जाएगा या कुछ विशेष प्रकार के प्रोजेक्ट या कुछ विशेष श्रेणी के प्रोजेक्ट रखे जायेंगे जैसे ICT प्रोजेक्ट को रखा गया है फिर हमें नए उत्पाद विकास प्रोजेक्ट के बीच अंतर को नोट करना होगा तथा हमने देखा की नवीकरण प्रोजेक्ट के बीच में पर्याप्त अंतर है जो कि एक प्रोजेक्ट को नए सिरे से विकसित करना और बस अनुमानित अद्यतन को नवीनीकृत करना है इसलिए हमें अंतर करना होगा क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता नई है उत्पाद विकास और नवीकरण वे अलग अलग होंगे आवश्यक समय नया उत्पाद विकसित करने के लिए आवश्यक प्रयास साथ ही प्रोजेक्ट का नवीनीकरण अलग होगा इसलिए हमें नए उत्पाद विकास और प्रोजेक्ट के नवीकरण के बीच के अंतर को नोट करना होगा इसलिए प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की परिभाषा इसका उद्देश्य यह है फिर हम प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखेंगे यहां हमें यह देखना होगा कि प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत और परफॉरमेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है और सहायता की जा सकती है तो वास्तविक लागत क्या है यह प्रोजेक्ट लेता है और परफॉरमेंस क्या है परफॉरमेंस प्रोजेक्ट किस तरह का है इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का उपयोग करके उन्हें रिकॉर्ड और मूल्यांकन किया जा सकता है मुख्य उद्देश्य वास्तविक लागत को रिकॉर्ड करना और उसका मूल्यांकन करना है प्रोजेक्ट का वास्तविक परफॉरमेंस उन्हें विकसित करना है और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अनुकूलन में इसका नाम सुझाया गया है इसलिए हमें जानकारी जुटाना है आप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की परिभाषा में हम रिकॉर्ड बना रहे हैं हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं तो यहाँ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अनुकूलन में जो जानकारी पहले इक्कठी हुई थी उनका उपयोग प्रोजेक्ट के बेहतर संतुलन को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है वे कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट संतुलित करते हैं जैसे देखें कि कुछ प्रोजेक्ट बहुत रिस्क भरे हैं लेकिन वे संभावित रूप से बहुत अधिक मूल्यवान हैं वे मूल्यवान संतुलन होंगे क्योंकि वे अधिक लाभ दे सकते हैं तुम्हे पता हैं कि व्यावसाय या प्रोजेक्ट जो अधिक रिस्क भरे हैं उनसे अधिक लाभ की संभावना है दूसरी ओर कुछ कम रिस्क वाली प्रोजेक्ट हैं यह प्रोजेक्ट बहुत कम रिस्क वाले है लेकिन उनके गुण भी बहुत कम हैं वे बहुत कम मूल्यवान प्रोजेक्ट हैं इसलिए बेहतर परफॉरमेंस प्राप्त करने के लिए इन विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट को संतुलित करना होगा तो हम जानकारी को कैसे संतुलित कर सकते हैं जानकारी जुटा के प्राप्त करके जानकारी का उपयोग करके जो ऊपर के दो स्टेप्स में इकट्ठे हुए हैं तो ऊपर दी गई जानकारी का उपयोग प्रोजेक्ट से का बेहतर संतुलन प्राप्त किया जा सकता है इसलिए जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट बहुत अधिक रिस्क वाले हो सकते हैं लेकिन कुछ प्रोजेक्ट जो कम रिस्क वाले हैं लेकिन लाभ बहुत कम है वे बहुत कम लाभ देंगे इसलिए हमें इन विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट के बीच संतुलन बनाना होगा तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाना है हम और अधिक लाभ कैसे बना सकते हैं भले ही प्रोजेक्ट रिस्क वाले हों हम कम समय मे कम लागत कैसे खर्च कर सकते हैं लेकिन उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है तो इस प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन द्वारा इन चीजों को प्राप्त किया जा सकता है अब इस प्रॉजेक्ट के पोर्टफोलियो और मैनेजमेंट के बारे में जल्दी से देख लेते है पेशेवरों का कहना है कि यह पोर्टफोलियो के बाहर कुछ छोटे एडहॉक कार्य करने की अनुमति देता है ये एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैं यह आपको पोर्टफोलियो के बाहर कुछ एडहॉक कार्यों को करने की अनुमति देता है उदाहरण के लिए आप सिस्टम को जल्दी ठीक करना चाहते हैं जो आसानी से किया जा सकता है जबकि कुछ पूर्ण समय के कर्मचारियों से आपको जो नुकसान हुआ हैं उसके लिए आपने कुछ पूर्णकालिक कर्मचारी आवंटित किए होंगे प्रभावी रूप से उनके बारे में एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें केवल पार्ट टाईम माना जाएगा वहाँ प्रभावी रूप से पार्ट टाईम आधार होगा क्योंकि अभी भी कुछ नियमित काम करना बाकी है हम निर्धारित प्रोजेक्ट के लिए पूरा समय नहीं दे सकते तो यह एक बाधा मे से है अगर कुछ प्रोजेक्ट को आधिकारिक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशनल गतिविधि को सटीक रूप से बाहर रखा गया है तो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते है तो अगर कुछ प्रोजेक्ट को शामिल नहीं किया गया है यदि कुछ प्रोजेक्ट की गतिविधियों को छोड़ दिया जाए तो फिर आप किस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की रिपोर्ट तैयार करते हैं यह सटीक रूप से ऑर्गेनाइजेशनल प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है तो यह कुछ फायदे और नुकसान है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अब आइए देखें कि व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन कैसे करें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि तीन व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए फीजिबिलिटी स्टडी के प्रकार की आवश्यकता होती है तो एक टेक्निकल फीजिबिलिटी फिर फाइनेंसियल फीजिबिलिटी और ऑपरेशनल फीजिबिलिटी आइये पहले देखते हैं यह टेक्निकल असेसमेंट तो टेक्निकल असेसमेंट में यह असेसमेंट शामिल होता है की वर्तमान किफायती टेक्नोलॉजीज के साथ आवश्यक कार्यक्षमता प्राप्त की जा सकती है या नहीं वर्तमान में बाजार में कौन सी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिसके साथ आप प्रोजेक्ट को विकसित कर सकते हैं फिर हम कहते हैं कि यह टेक्निकली रूप से संभव है और टेक्निकल असेसमेंट पूरी तरह से मिल चुका है तो इसी तरह यदि आप एक नयी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे नया हार्डवेयर नया सॉफ्टवेयर इसलिए टेक्नोलॉजी की लागत को अपनाया गया है जिसे फाइनेंसियल असेसमेंट में ध्यान में रखा जाना चाहिए जबकि लोग लागत लाभ विश्लेषण तैयार करेंगे आपको इस लागत को ध्यान में रखते हुए नए हार्डवेयर नए सॉफ्टवेयर या नई टेक्नोलॉजी की लागत पर विचार करना होगा फिर यह फाइनेंसियल असेसमेंट क्या है फाइनेंसियल असेसमेंट में हमें क्या विश्लेषण करना है लागत और लाभ तो इसीलिए इसे लागत लाभ विश्लेषण के रूप में जाना जाता है हमें खर्च की गई विभिन्न लागतों का विश्लेषण करना ही होगा हमें विभिन्न लाभों का विश्लेषण प्राप्त करना होगा अगर लाभ पर्याप्त रूप से लागत को पछाड़ देगा फिर हमें यह तुलना करनी होगी कि क्या लागत लाभ से ज्यादा तो नहीं फिर हम विकास अधिकृत इस प्रोजेक्ट के लिए कदम उठाएंगे हमें सिर्फ विकास के लिए उस प्रोजेक्ट को नहीं अपनाना चाहिए तो यह फाइनेंसियल असेसमेंट या जिसे लोकप्रिय रूप से लागत लाभ विश्लेषण के रूप में जाना जाता है यह एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट से संबंधित है व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के लिए आपको लागत लाभ विश्लेषण करना होगा आपको पहले लागत लाभ विश्लेषण के लिए निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है आपको सभी लागतों की पहचान करनी होगी विभिन्न प्रकार की लागत क्या हैं उदाहरण के लिए कुछ लागत विकास लागत होगी कुछ लागत शायद सेटअप लागत होगी उदाहरण के लिए किस विकास के लिए आपका प्रोजेक्ट है हार्डवेयर लगाने के लिए लागत इसके प्रशिक्षण के लिए स्टाफ की लागत तो लागत के बारे में क्या आवश्यक हो जाएगा और हार्डवेयर की स्थापना या विभिन्न व्यक्तिगत भर्ती प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तो यह लागत सेटअप लागत के रूप में है इसी तरह से हमारे पास एक और लागत हैं शायद वह ऑपरेशनल लागत की तरह हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम मे इंस्टॉलेशन के बाद इन दोनों के पास इसे चलाने के लिए कुछ लागत प्रदान करनी पड़ सकती है तो ये ऑपरेशनल लागत हैं तो इस तरह से लागत लाभ विश्लेषण करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की लागतों की पहचान करनी होगी फिर हमें विभिन्न प्रकार के लाभों की पहचान करनी होगी तो वहाँ विभिन्न प्रकार के लाभ हैं जो अगली कक्षा में चर्चा करेंगे मेरा मतलब है लागत का क्लासिफिकेशन और लाभों का क्लासिफिकेशन हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे फिर जाँच लें कि लाभ लागत से अधिक हैं जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हमें यह देखना चाहिए कि कहाँ पे परफॉरमेंस लागत बेनिफिट एनालिसिस लाभ प्राप्त किए जाएंगे हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रोजेक्ट से जो लाभ प्राप्त किए जाएंगे वे उस लागत से अधिक होने चाहिए जो खर्च होगी फिर केवल हम जांच कर सकते हैं हम विकास के लिए प्रोजेक्ट को ले सकते हैं तो लागत लाभ विश्लेषण का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है हमें विकास के लिए प्रोजेक्ट नहीं अपनानी चाहिए इसलिए हमें यह जांचना होगा कि लाभ इससे बड़े हैं या नहीं यह ठीक है आपको बहुत बहुत धन्यवाद